पिछले 2 व्याख्यानों में हमने पैरेलल प्लेन वेवगाइड के लिए विभिन्न अवधारणाओं को शामिल किया है आज हम उन अवधारणाओं को रेक्टैंगुलर वेवगाइड तक विस्तारित करेंगे उसके बाद हम वेवगाइड के कुछ अनुप्रयोगों को देखेंगे तो आइए हम रेक्टैंगुलर वेवगाइड के साथ शुरुआत करें रेक्टैंगुलर वेवगाइड में वहाँ 4 फाइनाइट मेटैलिक प्लेटें हैं जिनमें से 2 मेटैलिक प्लेटें YZ प्लेन में हैं और वे प्लेट a दूरी से अलग होते हैं x डायरेक्शन में और 2 मेटैलिक प्लेटें XZ प्लेन में हैं जो y डायरेक्शन में दूरी b से अलग हो गए हैं अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि लोंगीटूडिनल फील्ड को खोजने के लिए हमें वेव समीकरण या हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को हल करने की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण 2Ek2E0 या हम इस रूप में लिख सकते हैं रेक्टैंगुलर वेवगाइड में वेव्स 2 डायरेक्शन में सीमित होती हैं एक x डायरेक्शन में है दूसरी डायरेक्शन y डायरेक्शन में है और तीसरी डायरेक्शन प्रोपगेशन की डायरेक्शन है तो फील्ड सभी 3 डायरेक्शन x y और z में भिन्न होता है तो हम लोंगीटूडिनल इलेक्ट्रिक फील्ड Ez को Ezx y z XxYyZ रूप में लिख सकते हैं अब इस Ez को इस वेव समीकरण में डालें तो हम YZX XZY XYZ 2μϵ XYZ 0 प्राप्त करेंगे अब इस पूरे समीकरण को XYZ से विभाजित करें तब हमें यह समीकरण XXYYZZ 2μϵ मिलेगा या हम इसे k2 के रूप में लिख सकते हैं चूंकि ये X Y और Z फ़ंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और यह पद k2 एक कांस्टेंट है तो इस समीकरण में प्रत्येक पद एक कांस्टेंट होना चाहिए तो हम मान सकते हैं XX kx2 और YY ky2 और ZZ β2 या हम इसे γ2 के रूप में लिख सकते हैं तो में अगर α 0 है तो हम प्राप्त करेंगे β2 और इन कांस्टेंट के संकेतों को वेव के प्रोपगेशन के लिए नकारात्मक के रूप में लिया जाता है और यदि हम इन कांस्टेंट के सकारात्मक संकेत लेते हैं तो इस प्रकार के समीकरण का समाधान एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जो एक एटीन्यूएटिंग फील्ड या नॉन प्रोपगेटिंग फील्ड या एवन्सेण्ट फील्ड का प्रतिनिधित्व करेगा तो वेव्स के प्रोपगेशन के लिए नकारात्मक संकेतों पर विचार किया जाता है हम यहाँ से सेकंड आर्डर डिफरेंशियल समीकरण मिल जाएगा हम प्राप्त कर सकते हैं X Y और Z तो X मिलता है XC1cos kxx C2sin kxx इसी तरह Y मिलता है YC3cos kyy C4sin⁡ और Z मिलता है ZC5eγzC6e γz अब इन फील्ड को इस समीकरण में रखकर हम लोंगीटूडिनल फील्ड Ez प्राप्त करेंगे तो Ez इन 3 का गुणाकार होगा तो यह C1cos kxx C2sin kxx C3cos kyy C4sin kyy C5eγzC6e γz है यह टर्म eγz इस समीकरण में नकारात्मक z डायरेक्शन में प्रोपगेशन की वेव का प्रतिनिधित्व करता है और यह टर्म e γz सकारात्मक z डायरेक्शन में वेव का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन हमने यह मान लिया है कि वेव का प्रोपगेशन सकारात्मक z डायरेक्शन में है तो यह टर्म 0 है तो C5 0 होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड Ez को कम कर देता है EzxyzA1cos kxx A2sin kxx A3cos kyy A4sin⁡e γz इसी प्रकार हम लोंगीटूडिनल मैग्नेटिक फील्ड Hz को प्राप्त कर सकते हैं जो कि यह होगा यदि हम Ez और Hz को जानते हैं तो हम लोंगीटूडिनल फील्ड Hx Hy Ex और Ey को प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने पैरेलल प्लेन वेवगाइड और कांस्टेंट पहले जैसे ही हैं केवल एक अंतर है जो h2kx2ky2 हैं क्योंकि वेव x और y दोनों डायरेक्शन में सीमित है अब देखते हैं कि रेक्टैंगुलर वेवगाइड में ये फील्ड अलग अलग मोड में कैसे भिन्न होते हैं तो पहले TEM मोड से शुरू करें जो ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोड है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ट्रांस्वर्स होते हैं और प्रोपगेशन की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो Hz 0 के साथ साथ Ez 0 होगा अब यदि हम Hz और Ez इन के मानों को फील्ड के समीकरणों में रखते हैं तो हमें मिलेगा Ex 0 Ey 0 और Hx 0 और Hy 0 इसका मतलब है सभी फील्ड कॉम्पोनेन्ट गायब हो गए हैं तो TEM मोड में वेवगाइड में वेव प्रोपगेशन नहीं होगा या हम कह सकते हैं रेक्टैंगुलर वेवगाइड TEM मोड के प्रोपगेशन का समर्थन नहीं करता है अब अगले मोड पर जाएं जो ट्रांस्वर्स मैग्नेटिक मोड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ट्रांस्वर्स होता है या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन की डायरेक्शन में 0 है तो Hz 0 और Ez नॉन जीरो है और जैसा कि हमने पहले प्राप्त किया है कि लोंगीटूडिनल इलेक्ट्रिक फील्ड Ez के बराबर होगा अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर बॉउंड्री कंडीशन लागू करने की आवश्यकता है और बॉउंड्री कंडीशन क्या हैं बॉउंड्री कंडीशन यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टैनजेंसिअल कॉम्पोनेन्ट को कंडक्टिंग बॉउंड्री पर 0 होना चाहिए और रेक्टैंगुलर वेवगाइड में हमारे पास 4 कंडक्टिंग बॉउंड्री हैं एक x 0 पर है दूसरा x a पर है और अन्य 2 y 0 और y b पर हैं तो इस समीकरण में x 0 डालें इसलिए हमें मिलेगा A1cos 0 A2sin 0 sin 0 0 cos 0 1 इसलिए हमें A1 कुछ मिलेगा और अब इसे 0 के बराबर कर दिया जाएगा इसलिए हमें A1 0 मिलेगा इसी तरह y 0 को इस समीकरण में रखें तो हमें मिल जाएगा A3cos 0 A4sin 0 और यहाँ से हमें A3 0 मिलेगा अब A1 और A3 का मान इस समीकरण में डालें तो Ez EzxyzE0sin kxx sin⁡e γzतक कम हो जाता है अब अन्य 2 बॉउंड्री कंडीशन लागू करें जो x a Ez 0 और y b Ez 0 पर हैं इसलिए यदि हम x a को इस समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा sin kxa 0 जो बनाता है kx a mπ जहाँ m एक पूर्णांक है तो वहाँ से हम मिल जाएगा kxmπa इसी तरह यदि हम इस समीकरण में y b डालते हैं तो हमें मिलेगा sin kyb और हमें इसे 0 करने की आवश्यकता है इसलिए kybnπ जहां n एक पूर्णांक है वहां से हम प्राप्त करेंगे kynπb अब kx और ky इन के मानों को इस समीकरण में रखें तो Ez हो जाएगा EzxyzE0sin mπax sin nπby e γz तो यह TM प्रोपगेशन में लोंगीटूडिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है अब हम देखते हैं TM प्रोपगेशन में प्रोपगेशन और नॉन प्रोपगेशन मोड क्या हैं इसलिए जैसा कि हम Ez और Hz को जानते हैं तो हम Ex Ey Hx और Hy प्राप्त कर सकते हैं तो ये इन ट्रांस्वर्स कॉम्पोनेन्ट के लिए फील्ड समीकरण हैं अब यदि हम इन समीकरणों में m 0 और n 0 डालते हैं तो मोड TM00 मोड होगा तो यदि हम m और n को 0 के बराबर रखते हैं तो यह sin 0 sin 0 होगा तो Ez 0 Hz पहले से ही 0 है इसी तरह Ex 0 कुछ 0 होगा और Ey इस तरह 0 होगा तो सभी फील्ड कॉम्पोनेन्ट TM00 मोड में 0 हैं इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन नहीं होगा इसी प्रकार यदि हम n 0 डालते हैं और m कुछ भी हो सकता है तो यह 0 होगा यदि हम n 0 डालते हैं तो हमें यहाँ sin 0 मिलेगा इसलिए Ex 0 है n 0 यहाँ रखें फिर 0 कुछ Ey 0 होगा इसी प्रकार Hx 0 कुछ यह 0 होगा इसी तरह Hy sin 0 के बराबर है जो 0 है तो यह है कि सभी कॉम्पोनेन्ट TMm0 मोड में 0 होगा इसी तरह TM0n मोड के लिए जहां m 0 और n कुछ भी हो सकता हैं सभी फील्ड कॉम्पोनेन्ट 0 हैं तो इन 3 मोड के लिए वहाँ वेव का कोई भी प्रोपगेशन नहीं होगा है तो इन मोड को रेक्टैंगुलर वेवगाइड्स के लिए नॉन प्रोपगेटिंग मोड के रूप में कहा जाता है अगर हम m और n दोनों को 1 से अधिक या उसके बराबर करते हैं तो ये फील्ड 0 नहीं होंगे इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होगा तो TMmn मोड रेक्टैंगुलर वेवगाइड में प्रोपगेटिंग मोड हैं अब देखते हैं कि TM प्रोपगेशन में फील्ड प्रोपगेटिंग मोड में किस तरीके से बदलते हैं यह TM 21 मोड के लिए उदाहरण है यह ग्राफ एक्स प्लेन के लिए है यह yz प्लेन में फील्ड की भिन्नता है तो जैसा कि आप इससे देख सकते हैं x डायरेक्शन में फील्ड का 2 हाफ साइनसोइडल भिन्नता है और y डायरेक्शन में फील्ड का केवल एक हाफ साइनसोइडल भिन्नता है सामान्य तौर पर TMmn मोड में x डायरेक्शन के साथ फ़ील्ड्स का m हाफ साइनसोइडल भिन्नता है और y डायरेक्शन में फ़ील्ड्स के n हाफ साइनसोइडल भिन्नता होती हैं तो अब हम इन ग्राफों में देखते हैं x डायरेक्शन के साथ पहले ग्राफ में 0 मैक्सिमा 0 है यह x डायरेक्शन के साथ एक हाफ साइनसोइडल भिन्नता है और y डायरेक्शन मैक्सिमा 0 मैक्सिमा के साथ यह भी हाफ साइनसोइडल भिन्नता है तो यह मोड एक TM11 मोड है इसी तरह इसमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में 0 मैक्सिमा 0 है मैक्सिमा 0 मैक्सिमा 0 मैक्सिमा है यह फील्ड की 2 हाफ साइनसोइडल भिन्नता है तो यह मोड TM12 मोड है इसी प्रकार इस x डायरेक्शन में फील्ड के 2 हाफ साइनसोइडल भिन्नता हैं और y डायरेक्शन में फील्ड का केवल एक हाफ साइनसोइडल भिन्नता है तो यह TM21 मोड है और इसी तरह एक्स डायरेक्शन के लिए फील्ड के 3 हाफ साइनसोइडल भिन्नता है और y के साथ फील्ड का केवल एक हाफ साइनसोइडल है तो यह TM31 मोड से मेल खाता है ये सभी 4 प्लॉट xy प्लेन में हैं अब हम अगले मोड पर चलते हैं जो कि TE मोड ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक मोड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ट्रांस्वर्स होता है और प्रोपगेशन की डायरेक्शन में 0 प्रोपगेशन होता है तो Ez 0 के बराबर है और Hz 0 के बराबर नहीं है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि Hz का यह सामान्य समाधान है इसलिए हमें इसके लिए एक बॉउंड्री कंडीशन लागू करने की आवश्यकता है और बॉउंड्री कंडीशन हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टैनजेनशिअल कॉम्पोनेन्ट का कंडक्टिंग बॉउंड्री पर 0 होना चाहिए 4 कंडक्टिंग बॉउंड्री x 0 x a y 0 और y b हैं 2 बॉउंड्री x 0 और x a के लिए Ez और Ey 2 टैनजेनशिअल कॉम्पोनेन्ट देखते हैं Ez पहले से ही 0 है इसलिए हमें Ey 0 बनाने की आवश्यकता है Ey 0 बनाने के लिए सबसे पहले हमें Ey ढूंढना होगा तो हम Ey को कैसे खोजेंगे चूँकि हम पहले से ही Ez और Hz जानते हैं तो हम Ey Hz और Ez के संदर्भ में पा सकते है जो हो जाएगा Eyjωμh2∂Hz∂x तो अगर हमें E y 0 बनाने की आवश्यकता है तो ∂Hz∂x0 तो इस बॉउंड्री कंडीशन को x 0 पर रखें ∂Hz∂x0 तो हमें A2 0 मिलेगा इसी तरह y 0 और y b के लिए टैनजेनशिअल कॉम्पोनेन्ट Ex और Ez हैं Ez पहले से ही 0 हैं तो हम Ex 0 बनाने की जरूरत है तो Ex को Hzके संदर्भ में Ex jωμh2∂Hz∂y लिख सकते है यदि Ez 0 है तो ∂Hz∂y0 है इसलिए यदि हम इसे y के संबंध में अलग करते हैं तो हमें A3 sin y A4 cos मिलेगा और यदि हम यहां 0 डालते हैं तो हमें A3 sin 0 A4 cos 0 मिलेगा इसलिए यह शब्द होगा 0 और फिर हमें A4 कुछ मिलेगा और फिर हमें 0 के बराबर बनाने की आवश्यकता है तब हमें A4 0 प्राप्त होगा यदि हम इन 2 कंडीशन को Hz में रखते हैं तो Hzxyzcoskxx cos⁡e γz अब अन्य 2 कंडीशन को लागू करें तीसरा x a Ey 0 पर है या हम x a पर कह सकते हैं ∂Hz∂x0 तो sin kxa 0 यहाँ से हमे मिल जाएगा kxmπa जहां m एक पूर्णांक है इसी तरह यदि हम इस कंडीशन को लागू करते हैं तो हमें kynπb मिलेगा अबkx और ky लगाकर इस समीकरण में हम HzxyzH0cos mπax cos nπby e γz तो यह TE मोड में लोंगीट्यूडिनल मैग्नेटिक फील्ड है अब हम देखते हैं TE प्रोपगेशन में प्रोपगेटिंग और नॉन प्रोपगेटिंग मोड क्या हैं तो हम Hz और Ez जानते हैं हम ट्रांस्वर्स फील्ड Ex Ey Hx Hy इन 2 के संदर्भ में पा सकते हैं अब अगर हम m 0 और n 0 इन फील्ड के समीकरणों में डालते हैं तो हमे क्या मिलेगा Ez पहले से ही 0 है Ex 0 Ey 0 Hx 0 Hy 0 मिलेगा और Hz 0 के बराबर नहीं है चूंकि इस मोड में ट्रांस्वर्स फील्ड कॉम्पोनेन्ट 0 हैं इसलिए इस मोड में वेव प्रोपगेशन नहीं होगा तो TE00 मोड TE प्रोपगेशन में एक नॉन प्रोपगेटिंग मोड है और अगर हम m 0 और n कुछ भी रख सकते हैं जो 1 से अधिक है तो Hz Ex और Hy 0 नहीं होगा और यदि हम n 0 डालते हैं और m कुछ भी हो सकता है जो 1 से अधिक है तो Hz Ey और Hx 0 नहीं होंगे और इस वजह से इन 2 मोड में वेव प्रोपगेशन होगा इसी तरह अगर हम m 1 के बराबर या उससे अधिक डालते हैं n 1 के बराबर या उससे अधिक के बराबर डालते हैं तो वेव प्रोपगेशन होगा तो ये 3 मोड TE0n TEm0 और TEmn रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए प्रोपगेटिंग मोड हैं आइए अब देखते हैं कि TE मोड में फ़ील्ड कैसे बदलती हैं तो जैसा कि आप इस से देख सकते हैं यह x अक्ष है यह y अक्ष है और यह प्रोपगेशन की डायरेक्शन है जैसा कि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं कि x डायरेक्शन में फ़ील्ड का हाफ साइनसोइडल भिन्नता है क्योंकि इस पॉइंट पर 0 फ़ील्ड है यहां यह अधिकतम है यहां यह 0 है इसलिए x डायरेक्शन के साथ हाफ साइनसोइडल भिन्नता है और y डायरेक्शन के साथ कोई फ़ील्ड भिन्नता नहीं है तो यह TE10 मोड होगा इसी तरह x डायरेक्शन में इसके लिए फील्ड के 2 हाफ साइनसोइडल भिन्नताएं हैं और y डायरेक्शन में फील्ड की कोई भिन्नता नहीं है तो यह TE20 मोड है इसी तरह x डायरेक्शन में इसके लिए फील्ड की कोई भिन्नता नहीं है और y डायरेक्शन में फील्ड का एक हाफ साइनसोइडल भिन्नता है तो यह TE01 मोड है तो यह है कि कैसे हम किसी भी TEmn मोड या TMmn के फील्ड भिन्नता को रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर प्लाट कर सकते हैं अब अलग अलग मोड में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी को देखें इसलिए जैसा कि हमने पहले बताया है कि h22k2kx2ky2 रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिएहै अतः यहाँ से हम प्रोपगेशन कांस्टेंट γkx2ky2 k2 प्राप्त कर सकते हैं इसमें से की 3 कंडीशन हैं पहले एक अगर वास्तविक है तो है β0 और 0 इस मामले में यह मात्रा सकारात्मक होनी चाहिए तो kx2ky2 k20 यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 2μεmπa2nπb2 और इस मोड में z डायरेक्शन के साथ फील्ड की भिन्नता e αzहो जाएगी और जो कि एक एटीन्यूएटिंग फील्ड है हम इसे एवन्सेंट फील्ड कहते हैं अब दूसरा मामला है जब गामा काल्पनिक है इसका मतलब है कि α 0 और jβ और यहां से यह मात्रा नकारात्मक होनी चाहिए तो kx2ky2 k20 यहां से हम प्राप्त कर सकते है2μεmπa2nπb2 और यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं f12πμεmπa2nπb2 और इस मामले के लिए z डायरेक्शन के साथ फील्ड की भिन्नता होगी e jβz जो एक प्रोपगेटिंग वेव है तो इस टर्म से अधिक सभी फ्रीक्वेंसीयों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होगा तीसरा मामला है जब 0 इसका मतलब है α 0 β 0 तो वहाँ न तो एटीन्यूएशन है और न ही वेव का प्रोपगेशन तो यहाँ से इस मात्रा को 0 कर दें तो हम प्राप्त करेंगे fc12πμεmπa2nπb2 या हम इसके रूप में लिख सकते v2mπa2nπb2 हैं और अगर वेवगाइड हवा से भर जाता है तो कटऑफ फ्रीक्वेंसी c2mπa2nπb2 से दिया जाता है यह कटऑफ फ्रीक्वेंसी है तो यह है कि हम विभिन्न मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे करते हैं अब हम कटऑफ फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को देखते हैं यह प्लॉट एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के कटऑफ फ्रीक्वेंसी को a 25 सेमी और b 1 सेमी के साथ दर्शाता है तो TE10 मोड के लिए इस वेवगाइड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज हो जाती है TE20 मोड के लिए यह 6 गीगाहर्ट्ज़ है इसी तरह अन्य मोड के लिए हम गणना कर सकते हैं कि सबसे कम कटऑफ फ्रीक्वेंसी TE10 मोड की है तो सबसे कम कटऑफ फ्रीक्वेंसी वाले मोड को फंडामेंटल मोड कहा जाता है तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में फंडामेंटल मोड TE10 मोड है और अगर हम TM प्रोपगेशन के लिए फंडामेंटल मोड जानना चाहते हैं तो TM प्रोपगेशन में सबसे कम फ्रीक्वेंसी TM11 मोड की है तो TM11 मोड TM प्रोपगेशन के लिए फंडामेंटल तरीका है अब TE11 और TM11 में समान कटऑफ फ्रीक्वेंसी है इसी तरह TE21 और TM21 में समान कटऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इन मोड को डीजनरेट मोड कहा जाता है अब हम फेज कांस्टेंट और इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स पर चलते हैं इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि γkx2ky2 k2 रेक्टेंगुलर वेवगाइड में होता है और प्रोपगेटिंग वेव गामा के लिए काल्पनिक है तो α 0 और jβ तो इसे jβ द्वारा बराबर करें हमें मूल्य मिल जाएगा का जिनमें βk2 mπa2 nπb2 है और इसे सरल बनाने के बाद हमें मिलेगा βωμε1 fcf2 तो यह रेक्टेंगुलर वेवगाइड में फेज कांस्टेंट है अब जैसा की हमने पैरेलल प्लेन वेवगाइड में पहले चर्चा की है TM मोड के लिए इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स TM1 fcf2 द्वारा दिया जाता है और TE मोड के लिए इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स TE11 fcf2 द्वारा दिया जाता है और एक हवा भरी वेवगाइड के लिए यह 01 fcf2 द्वारा दिया जाता है TE मोड के लिए TM मोड इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स के लिए 01 fcf2द्वारा दिया जाता है अब हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी देखते हैं फेज वेलोसिटी जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि यह vpद्वारा दिया गया है इसलिए यदि हम का मान यहां डालते हैं तो हमें फेज वेलोसिटी मिलेगा vpv1 fcf2 इसी प्रकार हम ग्रुप वेलोसिटी गणना कर सकते हैं vg1∂β∂ω इसे हल करने से हमें मिलेगा vg v1 fcf2 इसलिए जैसा कि हमने पहले पैरेलल प्लेन वेवगाइड के लिए देखा है कि फेज वेलोसिटी इंफिनिटी से घटकर प्रकाश की गति तक हो जाता है क्योंकि कटऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी तक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है जबकि ग्रुप वेलोसिटी में 0 से प्रकाश की गति तक वृद्धि होती है क्योंकि कटऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी तक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है लेकिन इन 2 का गुणाकर हमेशा एक कांस्टेंट होता है जो हवा से भरे वेवगाइड के लिए v2 या c2 के बराबर होता है यह सभी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में है अब एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अलग अलग गणना कैसे की जाती है तो माना कि हमारे पास WR430 नामक एक हवा से भरा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो हमें TE10 मोड और TM21 मोड में कटऑफ फ्रीक्वेंसी का पता लगाना होगा अब पहली बात जो हमें जानना आवश्यक है WR430 वेवगाइड के डायमेंशन क्या हैं तो इस तरह के वेवगाइड्स का कन्वेंशन यह है कि डायमेंशन a 430100 इंच तो a 43" अब अगर हमारे पास WR230 है तो a 230100 23 तो a 23 " इसी तरह अगर हमारे पास WR90 है तो 009 "होगा अब हमें a इसे इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है इसलिए इंच से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 254 से गुणा करना होगा तो a 43 254 सेमी होगा जो 10922 सेमी से निकलता है और सामान्य रूप से इस तरह के वेवगाइड्स में b को आधे के रूप में लिया जाता है तो b 5461 सेमी और कटऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र जैसा कि हमने चर्चा की है fcc2ma2nb2 हवा से भरे वेवगाइड के लिए है अब TE10 मोड के लिए n 0 और m 1 डालें फिर हमें मिलेगा fcc21a तो 3 ×10102110922 इसे सरल बनाने से हमें TE10 मोड के लिए 1372 GHz मिलेगा तो यह TE10 मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी है उसी तरह हम TM21 मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी की गणना m 2 और n 1 और a 10922 और b 5461 डालकर कर सकते हैं और इसे सरल बनाने के बाद हमें TM21 मोड के लिए 3884 GHz मिलेगा अब अगला प्रश्न दिए गए वेवगाइड डाईइलेक्ट्रिक के साथ भर जाता है तो है r22 हवा के बजाय तो इन मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी डाईइलेक्ट्रिक माध्यमों के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा fcc2rma2nb2 हमने पहले ही इन कंडीशन की गणना कर ली है इसलिए हमें कटऑफ फ्रीक्वेंसी को विभाजित करने की आवश्यकता है जो हमने पहले केवलr द्वारा गणना की है तो 1372 22 TE10 मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी होगी जो 0925 गीगाहर्ट्ज पर आता है इसी तरह TM21 मोड के लिए यह 3884 22 होगा जो 2619 गीगाहर्ट्ज पर आता है तो यह है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कटऑफ फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे की जाती है अब हमें वेवगाइड के अनुप्रयोगों पर चलते हैं वेवगाइड के विभिन्न अनुप्रयोग हैं इन वेवगाइड का उपयोग किसी भी प्रणाली में एक पॉइंट से दूसरे तक बड़ी पावर को ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के कुछ अनुप्रयोगों में ई प्लेन टी एच प्लेन टी मैजिक टी एटेन्यूएटर्स कपलर शामिल हैं तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं इसलिए पहले हमारे पास ई प्लेन टी होगा ई प्लेन टी में यह पोर्ट एक है जिसे ई आर्म कहा जाता है यह पोर्ट 2 है और यह पोर्ट 3 है इन 2 को कोलिनियर आर्म्स कहा जाता है यदि पोर्ट नंबर 1 को इनपुट दिया जाता है तो इन 2 पोर्ट में पावर विभाजित किया जाएगा लेकिन इन पोर्ट पर आउटपुट 1800 आउट ऑफ फेज होगा क्योंकि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है तो यह ई आर्म में इस तरह का प्रोपगेट करेगा और इसके बाद इसे कुछ इस तरह से विभाजित किया जाएगा तो इस पोर्ट पोर्ट 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इसका मतलब है ये 2 1800 आउट ऑफ फेज हैं आप यह भी देख सकते हैं कि यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 है यह पोर्ट 3 है और हम इस पोर्ट से इनपुट प्रदान कर रहे हैं और आउटपुट इस पॉइंट पर विभाजित हो रहा है और इन 2 पोर्ट पर एरो की डायरेक्शन एक दूसरे को विपरीत है इसका मतलब है वे 1800 आउट ऑफ फेज हैं मेरे साथ यह ई प्लेन टी भी है तो यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 है यह पोर्ट 3 है इसलिए यदि हम इस पर इनपुट प्रदान करते हैं तो पावर को इस और इस में विभाजित किया जाएगा लेकिन आउटपुट में 1800 आउट ऑफ फेज में होगा इसी तरह अन्य अनुप्रयोग एच प्लेन टी है एच प्लेन टी में पोर्ट 1 को एच आर्म कहा जाता है पोर्ट 2 और 3 को कोलिनियर आर्म्स कहा जाता है अगर हम पोर्ट 1 को इनपुट दें फिर पावर को समान रूप से विभाजित किया जाएगा और आउटपुट पावर एक ही फेज में होगी तो जैसा कि आप इस आंकड़े से भी देख सकते हैं इसमें यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 है और यह पोर्ट 3 है इसलिए हम इस पोर्ट पर इनपुट दे रहे हैं और पावर इस पॉइंट पर विभाजित हो रही है और यह उसी फेज में जा रही है 2 आउटपुट एक ही फेज में हैं इसलिए पावर विभाजन की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है इसलिए अगर हम बराबर पावर विभाजन और आउटपुट चाहते हैं तो एक ही फेज में होना चाहिए तो हम एच प्लेन टी का उपयोग कर सकते हैं और अगर हम बराबर पावर विभाजन चाहते हैं लेकिन आउटपुट में 1800 आउट ऑफ फेज चाहिए तो हम ई प्लेन टी का उपयोग कर सकते हैं अब एक और टी है जो मैजिक टी है इस पोर्ट में 1 एच आर्म और पोर्ट 4 ई आर्म है और 2 और 3 कोलिनियर पोर्ट हैं तो इसमें यदि हम पोर्ट 1 को इनपुट देते हैं तो पावर को 2 और 3 में समान रूप से विभाजित किया जाएगा और आउटपुट एक ही फेज में होगा और पोर्ट 4 को आइसोलेटेड पोर्ट किया जाएगा जैसा कि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं इसमें यह पोर्ट 1 है यह पोर्ट 2 और 3 है और यह पोर्ट 4 है और यदि हम इस पोर्ट को इनपुट देते हैं तो आउटपुट इन 2 पोर्ट में समान फेज में समान रूप से विभाजित हो रहा है जैसा कि आप एरो की डायरेक्शन से देख सकते हैं और पोर्ट 4 आइसोलेटेड किया गया पोर्ट है इसी तरह यदि हम पोर्ट 4 को इनपुट देते हैं तो पावर 2 और 3 में समान रूप से विभाजित की जाएगी लेकिन अपोसिट फेज और पोर्ट 1 आईसोलेट हो जाता है इससे देख सकते है और एक बात अगर हम पोर्ट 1 और पोर्ट 4 पर इनपुट देते हैं एक साथ फिर इन इनपुट का योग इनमें से एक पोर्ट 2 और 3 में प्रदान किया जाएगा और अंतर दूसरे पोर्ट पर प्रदान किया जाएगा अब अगला अनुप्रयोग एक कपलर है तो कपलर में हमारे पास 4 पोर्ट हैं इनपुट पोर्ट थ्रू पोर्ट कपल्ड पोर्ट और आईसोलेटेड पोर्ट तो इसमें इनपुट पोर्ट है यह थ्रू पोर्ट है यह कपल्ड पोर्ट है और यह आईसोलेटेड पोर्ट है इस कपलर में इस आईसोलेटेड पोर्ट को एक मेश लोड के साथ टर्मिनेट करते है यह कपलर एक 10 डीबी कपलर है इसलिए यदि हम यहाँ इनपुट 0 dB देते हैं तो हम यहाँ 10 dB कपल्ड पोर्ट पर प्राप्त करेंगे अब अगला अनुप्रयोग एटीन्यूएटर है तो यह एटीन्यूएटर है इसमें यह वेवगाइड है हम यहां इनपुट देंगे और यहां से आउटपुट प्राप्त करेंगे और एक अब्सॉर्बिंग मटेरियल है जो वेवगाइड के माध्यम फ्लो होने वाली पावर को अब्सॉर्ब करेगा यह 10 डीबी एटीन्यूएटर है इसलिए यदि हम 0 डीबी इनपुट देते हैं तो यहां हम 10 डीबी आउटपुट प्राप्त करेंगे तो यह एक निश्चित प्रकार का एटीन्यूएटर है सामान्य तौर पर किसी सिस्टम में एक पॉइंट से दूसरे तक एक हाई पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेव गाइड का उपयोग किया जाता है